मानव संसाधन प्रबंधन पाठ्यक्रम में पुन स्वागत है NPTEL के द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन के सिद्धांत मेरा नाम आराधना मलिक है मैं इस पाठ्यक्रम के साथ आपकी मदद कर रही हूं पिछली बार हम अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में बात कर रहे थे और आज विशेष कर इस व्याख्यान में अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन की चुनौतियों को समझने में मैं आपकी मदद करूंगी मानव संसाधन प्रबंधन की क्या चुनौतियाँ होती है अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के संदर्भ में जहां लोग काम करने के लिए देश के बाहर जाते हैं विदेशी आपके पास आपके संगठन में काम करने के लिए आते हैं इत्यादि इसीलिए चलिए इसके के साथ पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन और आज का विषय है अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन की चुनौतियाँ ब्रिस्के स्कुलर और क्लॉस और गोमेज़ मेजिया बल्किन और कार्डी द्वारा लिखी पुस्तक के स्रोत हैं मैंने आपको ये पुस्तकें दिखाई है अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में मानव संसाधनों को व्यवस्थित करने का एक उपकरण मानव संसाधन सूचना तंत्र है और ये सूचना तंत्र कुछ नहीं है बल्कि यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो मानव संसाधनों से संबंधित सूचनाएं जिसमें कर्मचारियों के मूल सूचनाएं उनकी कौशल के समुच्चय उनकी संक्षिप्त विवरण उनके वेतन मान संगठन के साथ कार्य करते हुए वर्षों की संख्या उनके द्वारा ली गई छुट्टियों की संख्या काम के घंटों की संख्या की जानकारी होती है इसीलिए ये सभी सूचनाएं वे सारे पद जिस पर उन्होंने कार्य किया उनके कार्यों की पात्रता क्या है इत्यादि यह सभी सूचना है इन सभी जटिल प्रोग्रामों में संग्रहित रहता है मानव संसाधन सूचना तंत्र कहलाता है ऐसा ही एक प्रोग्राम जिससे मैं काफी अवगत हूँ जिसका हम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में उपयोग करते हैं जिसे उद्यम संसाधन नियोजन कार्यक्रम कहा जाता हैजो इआरपी है जिसे सामान्य रूप से इआरपी के रूप में जाना जाता है जो बहुत सारी चीजों को करने के अलावा मानव संसाधन संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में मदद करता है तो बहुत जटिल प्रोग्राम है और यह सभी प्रकार की सूचनाओं को संभालते हैं और विभिन्न चीजों में परस्पर संबंध स्थापित करते हैं अब ये बहुत ही आवश्यक है मेरा मतलब है ये बहुत आवश्यक हो गए हैं पहले ये बहुत आवश्यक नहीं थे लेकिन अब जटिल एवं सूचनाओं की मात्रा है उसे व्यवस्थित करने के लिए ये अत्यावश्यक उपकरण बन गया है इन प्रोग्राम के बावजूद समस्याएं जिनसे हमारा सामना होता है उनसे पहली समस्या है जिन देशों में हमारा कार्य हो रहा है वहां के कार्यबल पर नजर रखना हमें नजर रखने की आवश्यकता है कि कौन कहां काम कर रहा है और यह प्रोग्राम अवसर प्रदान करता है इसके बावजूद कभी कभी हमें कौन कहां कितने दिनों से काम कर रहा है का ख्याल रखने की कोशिश करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है तब लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय संपत्ति भागी पर नजर रखना जिसमें घरेलू संपर्क जानकारी तथा विदेशी पते शामिल हैं हम लोगों को कार्य के लिए विदेश भेजते हैं वे स्थान परिवर्तन कर सकते हैं उन्हें प्रवर्तित किया जा सकता है उनके पास वीजा की समस्याएं हो सकती आप जानते हैं वे अपने परिवारों को ला सकते हैं जो संगठन द्वारा प्रायोजित होते हैं या कभी आंशिक रूप से प्रायोजित होता है यदि वे किसी अंतरराष्ट्रीय असाइनमेंट पर विदेश में रहते हैं तब वे विदेश में अपना पता बदल सकते हैं उनके निवास का पता बदल सकता है उनका स्थाई पता बदल सकता है उनकी वीजा की स्थिति बदल सकती है इन सब चीजों का भविष्य में उपयोग के लिए आलेखन करना पड़ेगा विशेष कर यदि विदेश यात्रा संगठन ने प्रायोजित किया हो और वहां स्वदेश के कार्यालय तथा विदेश के कार्यालय के बीच साझेदारी होनी चाहिए इसीलिए प्रत्येक कर्मचारी जो विदेश जाते हैं उनके सूचनाओं के संदर्भ में उन्हें एक दूसरे के समतुल्य होना चाहिए आप कल्पना कर सकते हैं कि यहां सूचनाओं की कितनी जटिलताओं को यहां संभाला जाता है इसीलिए यह समस्या बन भी जाती है लेकिन यह चुनौतियों में एक है जिनसे मानव संसाधन सूचना तंत्र से निपटा जाता है उसके बादउन पर नजर रखना अल्पकालिक अंतरराष्ट्रीय असाइनीजो विस्तारित व्यापारिक दौरे पर होते हैं जो सिर्फ कुछ महीनों का होता है तो दीर्घकालिक असाइनीठीक है वहां कुछ समय होता है सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए लेकिन अल्पकालिक दौरों का क्या कोई दो दिनों के लिए विदेश के कार्यालय में बैठक के लिए जाता है वीजा तो आयोजित करना पड़ेगारहने के लिए जगह की व्यवस्था करनी पड़ेगी उस व्यक्ति को कुछ दैनिक भत्ताव्यक्तिगत आकस्मिक भत्ता देना होगा व्यक्ति ने कार्यालय में कितने दिन बिताए हैं उसका लेखा हिसाब होना चाहिए उस कार्यालय से आने और जाने के लिए यात्रा में कितने दिन बिताए हैं उसका भी लेखा हिसाब होना चाहिए तब यदि व्यक्ति पहली बार विदेश गया है हो सकता है व्यक्ति कुछ दिनों की छुट्टी लेकर विदेश में रहना चाहता हो कुछ दिनों के लिए सिर्फ विदेश देखने के लिए की देश कैसा है और अनेक संगठन इसकी अनुमति देते हैं आप जानते हो जिसका यात्रा खर्च पहले तय है तो आप उन अतिरिक्त दिनों का भुगतान करते हैं जो अपने संगठन द्वारा विदेशों में बिताए हैं और इस सभी चीजों का आलेखन होना चाहिए और जब आप इसके बारे में सोचते हो यह बहुत जटिल हो जाता है वह कितनी अवधि के लिए कार्यालय के काम से कार्यालय के बाहर रहा है यात्रा के लिए कितने दिनों की अनुमति मिली थी कितने दिनों के लिए अवकाश की अनुमति थी क्या हुआव्यक्ति कहां ठहरेगा आप जानते हैं व्यक्ति को ख़र्चा भत्ते से कितना खर्च करने की अनुमति है इसीलिए इन सभी चीजों पर नजर तथा विवरणरिकॉर्ड रखना चाहिए और यह एक समस्या बन सकती है और किस देश में कितने दिन आप शायद विभिन्न देशों में प्रवास को समायोजित करने का निर्णय कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर यदि एक व्यक्ति यूरोप जाता है सब एक ही यात्रा में कई देशों की यात्रा की जा सकती है यूरो बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है और बड़े देशों जैसे भारत या अमेरिका या कनाडा की तुलना में देश काफी छोटे हैं इसीलिए आप जानते हैंलोगों को शायद मेरा मतलब है कहां क्या चल रहा है लोग अपनी जेब से कितना खर्च कर रहे हैं और कंपनी कितना खर्च वाहन कर रही है इन सभी चीजों पर नजर रखते है और आप जानते हैं इनका आलेखन भी करना चाहिए अंतरराष्ट्रीय असाइनी के वेतन मान तथा लाभांशों पैकजों के कुछ प्रकार के समतुल्य सूचनाओं का हिसाब रखना पड़ता है क्योंकि अधिकांश अंतरराष्ट्रीय असाइनी के विशिष्ट वेतन मान पैकेज होता है मेरा मतलब है यह इतना जटिल और बहुत ही कठिन हो जाता है क्योंकि प्रत्येक असाइनी के आवश्यकताओं का समुच्चय अद्वितीय होता है और उनके वेतन मान का पैकेज भी अद्वितीय होता है अब आप शायद अपनी निजी जिंदगी के किसी भिन्न चरण में है और कंपनी आपके पत्नी को अवलंबित वीजा प्रायोजित करने का निर्णय करती है या कंपनी कहती है ठीक है हम सरकार से कहेंगे कि और तो और आपका जीवन साथी भी यही है और हम इसकी आंशिक ज़िम्मेदारी लेंगे कंपनी यह निर्णय कर सकती है कि आपके बच्चों की शिक्षा विदेश में प्रायोजित की जाएयह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके बच्चे किस चरण कक्षा में हैं आप जानते हैंयदि वे विद्यालय में पढ़ते हैं तो यह निर्णय किया जा सकता है कि उनके विद्यालय शुल्क का कुछ अंश का भुगतान कंपनी कर सकती है इन सभी चीजों का हिसाब रखना पड़ता है और इन सभी चीजों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है और ये सब होना है किसी को इस पर नजर रखनी होगी कि कौन व्यक्ति कहां किस उद्देश्य से कितने दिनों के लिए कितने महीनों के लिए कितने वर्षों के लिए विदेश में रहता है इन सभी चीजों का लेखाजोखा रखना होगा यदि आप कहते हैं कि आपके पास बच्चों के शिक्षण शुल्क देने का प्रावधान है माफ कीजिएगा अगर आप विदेशों में किसी के बच्चे के शिक्षा शुल्क का भुगतान क्षति पूर्ति करते हैं तब वहां कुछ समतुल्यता होनी चाहिए आप कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा पर है कितना खर्च करते हैं एक महंगे देश जैसे यूनाइटेड किंगडम बनाम बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे कम खर्चीले देश में मेरा मतलब है तुलनात्मक रूप से तो आप जानते हैं आप इसकी गणना क्या आप इसकी गणना करेंगे इक्विटी के संदर्भ में या क्या आप इस पैसे की गणना करेंगे क्रय शक्ति के संदर्भ में या क्या आप इसकी गणना करेंगे या इसकी गणना यह कहते है इस शर्त पर की हम आपके बच्चों की शिक्षा के लिए निजी स्कूलों में भुगतान नहीं करेंगे हम आपके बच्चों का शिक्षण शुल्क राज्य द्वारा संचालित विद्यालयों के लिए करेंगे लेकिन यदि आप वहां जाते हैं और पाते हैं कि राज्य द्वारा संचालित विद्यालय बहुत अच्छे नहीं हैं तो आप अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेजने का निर्णय करते हैं तो संगठन कितना धन देगा और आपको अपनी जेब से कितना धन देंगे इसीलिए यह सारी चीजें आप इनकी जटिलता के बारे में सोच सकते हैं यह सभी कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा व्यवस्थित की जाती है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए एक चुनौती बन जाती है ठीक है क्योंकि जब आप विशेष कर धन के रूप में समतुल्य की गणना कर रहे हैं अबशायद मुद्राओं जैसे पाउंड स्टर्लिंग का मूल्य चीनी येन से काफी भिन्न है माफ कीजिएगा जापानी येन इसीलिए आप जानते हैं आप कहां हैं इसीलिए वहां मेरा मतलब है आप प्रतिशत की गणना कैसे करेंगे और समतुल्य ताकि गणना कैसे करेंगे और यही समस्या बन जाती है ठीक है अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन सूचना तंत्र की समस्याएं विश्व में सभी कर्मचारियों को पहचान संख्या प्रदान करना और एक प्रकार का मानकीकरण करना चूँकि बहुत सारे देशों में उनकी अपने पहचान संख्या होती है मेरा मतलब है हम पहचान संख्या का उपयोग कर्मचारियों के पहचान के लिए करते हैं हम कितनी बार उन्हें उनके नाम से याद रखेंगे और अनेकों बार आप जानते हैं लोगों के समान नाम होते हैं या समान नाम शायद आ सकता है इसीलिए हम विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करते हैं इन पहचान संख्याओं प्रदान करने की विधि जिस देश में हम कार्य कर रहे हैं उस देश में जिस तरीके से पहचान संख्या की जाती है उसके अनुरूप होने चाहिए इसीलिए तंत्र को इन विभिन्न जटिलताओं से निपटने के लिए सुसज्जित होना चाहिए आवश्यकताओं की विविधता को समायोजित करने के लिए बहुभाषी एवं क्षेत्रफील्ड होने चाहिए उदाहरण के लिए कुछ देशों में नाम शायद बहुत लंबे हो कुछ देशों में नामों के आगे बहुत सारे संक्षिप्त नाम लगे होते हैं कुछ देशों में पते बहुत लंबे होते हैं मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ जैसे जिप कोड या पिनकोड यह ज्ञात है कि भारत में इसे पिनकोड पोस्टल इंडेक्स नंबर और अमेरिका में जिपकोड कहते हैं अमेरिका में जिपकोड पांच संख्याओं का होता है और भारत में पिनकोड छह संख्याओं की होती है अब इस तंत्र को इतना लचीला होना चाहिए ताकि इन पिनकोड और जिपकोड के अंतरों को समायोजित कर सके मेरा मतलब है ये दोनों विभिन्न क्षेत्रों की पहचान संख्या है लेकिन आप कैसे करेंगे आप जानते हैं कैसे आप यदि आपका तंत्र सिर्फ पांच संख्याओं को ही स्वीकार कर सकता है तो आप भारत के लिए पिनकोड नहीं दर्ज कर सकेंगे यदि आप हैं तो आप जानते हैं इन सभी का ध्यान रखना होगा बहु पत्नीत्व कुछ देशों में लोगों की बहु पत्नियाँ होती हैं और उन देशों में दिया जाता है इसका भी रखना चाहिए पेरोल के लिए विदेशी मुद्राओं का अभिसरण प्रतिदिन बदलता है अब आप कर्मचारियों के भुगतान का निर्णय करते हैं निश्चित रूप से आप उनका भुगतान स्थानीय मुद्रा में करेंगे लेकिन उनकी समतुल्यता का निर्णय उनके जाने के पहले हो जाता है इसीलिए आप कहते हैं इतने डॉलर कितने भारतीय रुपए के समतुल्य है अब डॉलर का दर आप जानते हैं भारतीय रुपए का मूल्य डॉलर की तुलना में नीचे जा रहा है अब आप इसका लेखा हिसाब कैसे करेंगे अब आप क्या डॉलर में उनका वेतन कम कर देंगे क्योंकि स्थानीय खर्च कम हो जाएगा और आप जानते हैं यदि रुपए के मूल्य का अवमूल्यन होता है तब आपको समय के साथ इन मुद्रा विनियम दरों के बदलाव के अनुसार अनुकूल होना पड़ेगा तो कैसे आप विभिन्न देशों में वेतन मान और लाभांश के बदलाव के मानक समयरूपण का हिसाब रखेंगे तो आप जानते हैं आप कैसे वेतन मान और लाभांश का समर्पण करेंगे आप कैसे उन्हें कोड करेंगे इत्यादि विभिन्न मुद्राओं और मुद्राओं में और स्थिरता मे बजट बनाना और पेरोल का ध्यान रखना विभिन्न देशों में सरकार बनाम निजी स्वास्थ्य तथा पेंशन लाभ आपके पास कर्मचारी हो सकते हैं जो विदेशों में लंबे समय तक सेवारत है आप उन्हें उस देश की मुद्रा में पेंशन लाभ दे सकते हैं अब यह समस्या बन सकती है अगर आप आप जानते हैं आप भारत में स्थित है और आपकी क्रियाकलाप उस देश में है जहां के मुद्रा का मूल्य भारत के रुपए की तुलना में अक्सर बदलता रहता है तो इस अस्थिरता को प्रबंधित करना बहुत मुश्किल है और यह बहुत मुश्किल हो जाता है इन सबका बजट करना मेरा मतलब है आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि आज से छह महीने के बाद में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया क्या होगा निश्चित ही वहां ऐसे प्रोग्राम है या ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं लेकिन सटीक बजट नहीं बनाया जा सकता है और नियोजन को दोषी नहीं माना जा सकता है कुछ चीजें आप जानते हैं आपको इन सभी समस्याओं के निदान के लिए अपने पास किसी प्रकार की और आकस्मिक निधि रखना चाहिए और क्योंकि मुद्राओं के दर अधिक अस्थिर हैं इसीलिए इसके परिणामस्वरूप आपकी पुनर्गणना है आपको वेतन मान एवं लाभांश की पुनर्गणना की आवश्यकता है यह प्रोग्राम के लिए समस्या पैदा कर सकता है एक देश से दूसरे देश में अवकाश एवं वेतन सहित अवकाश में मुख्य भिन्नताएं या आप जानते हैं कैसे किसी को सक्रिय कुल गणना में शामिल कर सकते हैं उदाहरण के लिए माना आप अलास्का में स्थित है और वहां पर प्रचंड बर्फीला तूफान होता है और आप फँस जाते हैंआप बस कार्यालय नहीं जा सकते हैं आपको जाने की इच्छा है लेकिन आपके दरवाजे के बाहर 6 फीट बर्फ पड़ी है आप क्या करेंगे आप घर में बैठ कर काम करेंगे क्योंकि कार्यालय नहीं पहुंच सकते हैं क्या उसकी गणना अवकाश के रूप में होगी या आप जानते हैं उसकी गणना वेतन सहित अवकाश में होगी क्योंकि कारण जो कुछ भी हो वहां प्रचंड बर्फीला तूफान आया हो और शायद बिजली कट गई हो शायद आप जानते हैं वहां आपके पास बिजली ना हो आप काम नहीं कर सकते हो आप अगले दिन इसका किसी भी प्रकार का अनुमान नहीं लगा सकते आप अपने कार्य को घर ला सकते थे आप इस समस्या को कैसे प्रबंधित करेंगे और इसीलिए या शायद वहां स्थानीय छुट्टियाँ हो वहां दक्षिण एशियाई देशों में स्थानीय छुट्टियाँ होती है जिसके कारण से आप कार्यालय नहीं पहुंच सकते हैं इसीलिए आप जानते हैं कि इन स्थानीय समस्याओं हिसाब कैसे रखेंगे यातायात जाम में फँस गए हैं उदाहरण के लिए कोलकाता आप जानते हैं मेरा मतलब अगर आप कोलकाता से अवगत हैं आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं इन दिनों यातायात जाम कोलकाता मेबेंगलुरु भी या कभी कभी दिल्ली भी और मुंबई तो बदनाम है अगर आप यातायातजाम में फँस जाते हैं और आप दिए हुए समय पर ऑफ़िस नहीं पहुंच सकते हैं इन शहरों में रहने वाले लोग इसे समझ सकते हैं लेकिन लोग कहते हैं यदि कार्यालय यदि मुख्यालय वैसे देश में स्थित है जहां यातायात जाम की समस्या नहीं है या लोग इसके बारे में लोग अनभिज्ञ हैंवे इसे आलस्य के रूप में देखेंगे वे कहेंगे आप अपने समय का हिसाब रखें और घर से दो घंटे पहले निकले मेरा मतलब है अगर आप दिल्ली जैसी जगह में हैं आप दो घंटे पहले निकलते हैं आप अपने कार्यालय आधे घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं नहीं पहुंच सकते हैं आप जानते हैं वहां ऐसा भी अवसर आ सकता है कि आपको अपने कार्यालय पहुंचने में 3 घंटे भी लग सकते हैं तो कैसे आप अपने समय के अनिश्चितता का हिसाब रखते हैं इसीलिए एक देश से दूसरे देश में अहम बदलाव के साथ नियुक्ति अनुबंध उस देश में है आप लोगों के लिए अनुबंधों के प्रारूप कैसे तैयार करते हैं न्यूनतम वेतन जो देश कानून से नियंत्रित होती है या अनिवार्य होती है एक देश से दूसरे देश में बदलती रहती है आप कार्य किए गए तथा अवकाश के दिनों का हिसाब कैसे रखेंगे पुन ये एक देश से दूसरे देश एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदल सकती है निष्कासन का उत्तरदायित्व आपका उत्तरदायित्व क्या है आपको अपने कर्मचारियों को क्या भुगतान करना होगा यदि आप उन्हें नौकरी पर रखते हैं यदि उन्हें निष्कासित करते हैं और यह जिस देश में हम अपना कार्य कर रहे हैं उस देश के कानून पर निर्भर करता है और इसमें एक देश से दूसरे देश में अंतर हो सकता है और यह एक मानक कंप्यूटर तंत्र के लिए समस्या बन सकता है इसीलिए इसे तंत्र में निहित होना चाहिए विभिन्न प्रकार के अंतरराष्ट्रीय असाइनी के लिए वीजा और परिवारों तथा व्यापारिक यात्राओं नवीनीकरण की समयसारणी इत्यादि की निगरानी होनी चाहिए कोई विदेशी असाइनमेंट पर विदेश जाता है और इसी वजह से नौकरी से निकाल दिया जाए या पिछले बेंच पर बिठा दिया जाए और इसी दौरान आपका वीजा की अंतिम तिथि समाप्त हो जाती है लेकिन कर्मचारी यह समझाने में सफल हो जाता है कि उसे पुनः नियुक्त कर लिया जाएगा इसीलिए वहां समय के बीच में अंतर हो सकती है आप किस परिस्थिति में वीजा नवीनीकरण कर सकते हैं आप उस वक्त का क्या करेंगे आप जानते हैं जिस वक्त व्यक्ति वापस काम पर नहीं आ जाता है और मेरा मतलब है आप जानते हैंउस समय सभी प्रकार की समस्याएं आ सकती है तो आप वीजा का नवीनीकरण कैसे करेंगे आप शायद अलग प्रकार की वीजा का नवीनीकरण करेंगे आप शायद उसे इंटर्न के रूप में नियुक्त कर सकते हैं और तक उसे बाद में पूर्वकालिक पद में बदलने की इच्छा रखते हैं इसीलिए वीजा में बदलाव करना होगा इसीलिए इन सभी को मानव संसाधन तंत्र में निहित होना चाहिए यदि यह सब इनका नियंत्रण तंत्र में ही किया जाए या किसी को कार्यालय में बैठकर फाइल बनाए रखना पड़ता है और समय समय पर बदलते रहने वाले नियमों का जांच करते रहना पड़ता है इसीलिए यह बहुत जटिल बन जाता है और आपको वीजा की निगरानी करते रहने की आवश्यकता है यदि आपने कर्मचारी के वीजा को प्रायोजित किया है तो यह आपकी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि आप कर्मचारी को याद दिलाए कि समय रहते अपने वीजा का नवीनीकरण करा लें या देश छोड़ दें ताकि ना तो आपको ना ही कर्मचारी को दंडित होना पड़े क्योंकि यदि आपने वीजा प्रायोजित किया है और व्यक्ति वीजा की अवधि से अधिक रहने का निर्णय करता है तब आप परेशानी में पड़ सकते हैं अंतरराष्ट्रीय असाइनी के परिवार की जानकारियाँजिसमें शैक्षिक समर्थन शामिल है का हिसाब करते रहना चाहिए इसके बारे में हमने पहले ही बात की थी तो ठीक है अंतरराष्ट्रीय नौकरी में पद स्थापना स्थान समय कार्य की ज़िम्मेदारी उपयुक्त रोज़गार अनुबंध आप जानते हैं आप अपने समय का कैसे मेल करेंगे जब लोगों को अपने ग्राहकों से बात करने की आवश्यकता होगी इत्यादि एक देश से दूसरे देश में रोज़गार के नियम एवं शर्तें मे अंतर होता है सभी फॉर्म और यूनियन अनुबंधों तथा उनके अंतरों का हिसाब रखना है अब यदि आप बहुराष्ट्रीय कंपनी और आपके पास विभिन्न स्थानों पर यूनियन है उनकी आवश्यकताएं उनके अनुबंध हो उनके साथ आपका तालमेल उनसे निपटने के लिए आप की रणनीतियों में एक देश से दूसरे देश में अंतर होगा और इन सभी चीजों का प्रबंधन केंद्रीय स्थान से होना चाहिए सूचनाओं की गोपनीयता का कानून जो मानव संसाधन सूचना तंत्र मे उपस्थित व्यक्तिगत सूचनाओं को सुरक्षित करता है और अतिरिक्त व्यवस्था जो प्राय किसी दूसरे देश में स्थित होता है इसीलिए आप की वास्तविक सूचनाएं एक देश में होता है और अतिरिक्त सूचनाएं किसी अन्य देश में होता है और सूचनाओं की गोपनीयता का नियम एक देश से दूसरे देश में भिन्न होता है इसीलिए आप इन भिन्नताओं का हिसाब कैसे रखेंगे व्यक्तिगत सूचनाओं के स्थानांतरण संबंधित कानून एक देश से दूसरे देश में भिन्न होता है एक कर्मचारी का स्थानांतरण मान लेते हैं भारत से श्रीलंका में हो जाता है किसी भी तरह व्यक्तिगत सूचनाओं का स्थानांतरण होगा व्यक्तिगत सूचनाओं का स्थानांतरण आप कैसे करते हैं क्या आप संबंधित व्यक्ति का डिस्क देते हैं आप ऑनलाइन स्थानांतरित करते हैं आप जानते हैं किसी अन्य द्वारा इस व्यक्तिगत सूचनाओं की चोरी हो सकती है मेरा मतलब है यह सूचनाओं का सुरक्षित स्थानांतरण एक बड़ी ज़िम्मेदारी है इसीलिए यह सभी कार्यों को सूचना तंत्र के द्वारा किया जाना चाहिए क्या इसे नई व्यवस्था में दर्ज किया जाना है अब इन सभी को आप कैसे करना है इसीलिए यह समस्या बन जाती मानव संसाधन की वैश्विक चुनौतियाँ मानव संसाधन के क्षेत्र में बहुत अधिक अवसर की कल्पना नहीं कर सकते हैं क्योंकि व्यापार के अन्य पक्ष जैसे ऑपरेशनवित्त उत्पादन मार्केटिंग सेल्स को अधिक प्राथमिकता दी जाती है इसीलिए व्यापार के सभी अन्य पक्षों की प्राथमिकता होती है और लोग दुर्भाग्यवश अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में व्यापार मानव संसाधन को उच्च प्राथमिकता नहीं देता है कर्मचारी संबंधों की बढ़ती हुई समस्याएं अपने अधिकारों के बारे में अत्यधिक जागरूक हो गए हैं वे अपनी नौकरियों मे बहुत अधिक संलग्न तथा जुड़ गए हैं और कर्मचारी संबंधों की समस्या सबसे आगे आ रही है इसीलिए लोग अधिक आप जानते हैं अधिक मांग कर रहे हैं संगठन को अपना अधिक योगदान दे रहे हैं और संगठन से कर्मचारियों के देखभाल के संदर्भ में अधिक मांग कर रहे कर्मचारियों और संगठन के बीच का रिश्ता मजबूत हुआ है और क्योंकि लोग अधिक जागरूक हो गए हैं यह चुनौती बन गया है तब आपको उनसे कदम आगे होना होगाउन्हें सलाह देना होगा कि कैसे इस संबंध को यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार के कारण अनेक देशों को अपने कानूनी ढाँचा मे बदलाव लाना पड़ा है जो अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन अभ्यास तथा देश की स्थानीय प्रबंधन को प्रभावित किया है जहां मुक्त व्यापार है लोग दूसरे देशों के लोगों की नियुक्ति के लिए अधिक खुले हैं उपयुक्त रोज़गार लिया जा सकता है आप जानते हैं किसी भी देश से उपयुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति हो सकती है लेकिन यह अपने साथ ढेर सारी चुनौतियाँ भी लेकर आता है जिसकी चर्चा हमने अभी की है इसीलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है हमें कर्मचारियों के मूल देश की कानून को ध्यान मे रखने की जरूरत है जब हम दूसरे देश को के कर्मचारियों की नियुक्ति कर रहे हैं तब भी यह बात दिमाग में रखनी है इसीलिए इन्हें मिलाने की आवश्यकता है या जिस देश में हम कार्य कर रहे हैं उस देश की स्थानीय कानून से संरेखित करने की आवश्यकता है इसीलिए यह एक चुनौती बन जाता है पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन प्रोग्रामों के प्रतिपादन के लिए मानव संसाधन की आधार भूत सुविधाओं में बहुत काम निरंतरता है मानव संसाधन तंत्र व्यवस्था एक देश से दूसरे देश में बदलती रहती है जिसका सामान्य कारण है कि लोग बहुत भिन्न मानसिकता से आते हैं वे भिन्न कौशल समुच्चय ला रहे हैं वे बहुत भिन्न प्रकार की आकांक्षाएं ला रहे हैं उदाहरण के लिए अधिकांश मुख्य रूप से सामुदायिक उन्मुख संस्कृतियों में लोग नौकरशाही अंदाज़ के कार्य प्रणाली का उपयोग करते हैं उनके लिए रचनात्मक एक सपाट संगठन नई चीज है और उन्हें इस से अभ्यस्त होने में कुछ समय लगता है दूसरी ओर लोग व्यक्तिवादी समाज से आते हैं लक्ष्य केंद्रित समाज से आते हैं बहुत कम सत्ता की दूरी के साथ या छोटे सत्ता की दूरी उन्हें अब शायद बंधन महसूस हो और प्रतिबंधित महसूस करें बहुत अच्छे से परिभाषित नौकरशाही संरचना जहां उनसे आदेशों के पालन की अपेक्षा की जाती है जहां बहुत कठोर नियंत्रण की श्रृंखला है मेरा मतलब है अलग कर्मचारियों अलग प्रकार की व्यवस्थाओं का अनुकूलन एक समस्या बन जाती है और यहां तक कि यदि मूल संगठन के स्थानीय संस्कृति को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है स्थानीय संस्कृति घुस आती है क्योंकि हम सभी उसी संस्कृति में एक प्रकार से काम कर रहे हैं इसीलिए संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है और मुझे मालूम नहीं है यदि मुझे इसे यहां प्रस्तुत करने की अनुमति है लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण हैटेलीविजन धारावाहिक जिसे कहा जाता आउटसोर्स है और आप जानते हैं अगर आप इच्छुक हैं आप इसे देख सकते हैं यह काफी मजेदार चित्रण है काफी मजेदार चित्र वर्णन है क्या होता है जब एक देश के लोग किसी अन्य देश में आते हैं और कार्यक्रम नाटक चलाने का प्रयास करते हैं तो विश्व के चारों ओर विभिन्न स्थान कर्मचारी क्या चाहते हैं यह लगातार बदलता रहता है और प्राय नए और अलग चुनौतियाँ पैदा करता है आप जानते हैं ऐसे दूसरे देश में लोगों अलग अलग आकांक्षा के सामने लाते हैं और यह एक चुनौती बन जाता है वैश्विक कार्यबल इच्छा होती है कि नेतृत्व उनके देश का हो ना कि सिर्फ मुख्यालय का मेरा मतलब है लोग किस प्रकार का नेतृत्व चाहते हैं यह भी एक समस्या बन जाती है यदि आप एक देश में कार्यरत हैं आप नहीं चाहते हैं कि कोई जो दूसरे देश में बैठा है जिसे आपके देश के बारे में कोई जानकारी नहीं है वह आपको बताएं कि आपको क्या करना है आप चाहते हैं की कोई आपके अपने परिवेश से आए और संगठन का नेतृत्व करें क्योंकि आपको लगता है कि उन्हें आपके परिस्थितियों बेहतर जानकारी होगी स्थानीय कर्मचारी और स्थानीय मानव संसाधन कर्मचारी चाहते हैं कि स्थानीय कार्यालय कॉर्पोरेट मुख्यालय की तुलना में अधिक गतिमान हो वे लोग चाहते हैं कि कारपोरेट मुख्यालय स्थानीय जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उसे समझे और उनके प्रयासों की प्रशंसा करें और सभी लोग शीर्ष नेतृत्व में प्रतिनिधित्व चाहते हैं स्थानीय सहयोगी इकाई तथा संयुक्त उद्यम प्रबंधन चाहते हैं कि प्रवासी उस देश का हिस्सा बने जो उन्हें सौंपा गया है और स्वामित्व ले अबकर्मचारियों की आकांक्षाएं यह है कि लोग उन्हें वैसे ही स्वीकार करें जैसा वे हैं संगठन की आकांक्षा है कि स्वामित्व लेने के लिए कर्मचारी उस परिवेश का हिस्सा बने जिसका वे अंग है विश्व भर के कर्मचारियों की आवश्यकताओं में लगातार बदलाव कर्मचारीगण अपने लिए बहुत स्पष्ट परिभाषित प्रगति पथ चाहते हैं स्थानीय कार्यालय कॉरपोरेट नियोजन मे अपने आप को अलग थलग पाते हैं वे चाहते है कि कॉरपोरेट्स नियोजन उन्हें शामिल करें स्थानीय व्यापारी की इकाई की अपेक्षा होती है कि मुख्यालय के अधिकारियों के यात्राओं में शामिल किया जाए ना कि उन्हें हल्के में लिया जाए वे चाहते हैं कि मुख्यालय से लोग आए हैं और देखें कि वास्तव में क्या चल रहा है विश्व के चारों और विदेशों की सहायक कंपनियों के कर्मचारी चाहते हैं उन्हें परिवर्ती वेतन मान योजना में शामिल की जाए संपूर्ण पारितोषिक योजना के संबंध में मूल कंपनी के निर्णय में शामिल किया जाए इसीलिए वे चाहते हैं कि संगठन की अंतिम निर्णय प्रक्रिया में उनका हस्तक्षेप हो उभरते हुए बहुराष्ट्रीय उपक्रम में अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन कार्यों की चुनौतियाँ अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन क्रियाकलापों की वास्तविक वैश्वीकरण और मानकीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न देशों की सांस्कृतिक भिन्नता के कारण बहुत अधिक कठिन है संगठन की संरचना ढाँचा में बदलाव के कारण कार्यों का वैश्विक पुनर्वितरण एवं हस्तांतरण का अर्थ है कि यदि आप एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है लोग चाहेंगे कि वे एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जाएं वे अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण के अवसर को पसंद करेंगे और अधिग्रहित व्यापार का अवशोषण उपस्थित कार्यों का वैश्विक स्तर पर विलय स्टाफिंग की प्रक्रिया मूल मानव संसाधन प्रक्रिया को विकसित तथा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है तो मेरा मतलब है सिर्फ पुनर्गठन और अंतरराष्ट्रीय संगठन के विभिन्न इकाइयों में एक महसूस करना है अंतरराष्ट्रीय क्रियाकलापों तथा संगठन के विकास का त्वरित संचालन व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों मे जैसे वह परिपक्व होते हैं आप व्यापार चक्र के किस चरण में हैं यह निर्धारित करेगा कि आप इन समस्याओं से कैसे निपटते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रियाकलापों के बदलते क्षमताओं स्थानीय क्रियाकलापों के कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता और अधिक जटिलता आप जानते हैं मानव संसाधन और क्रियाकलापों को सुगम करने के लिए तकनीकी क्षमताओं का फायदा लेने की आवश्यकता हैइत्यादि मेरा मतलब है वहां समस्याओं का संपूर्ण पुलिंदा का है मैं स्वतंत्र रूप से प्रत्येक चुनौतियों की चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि यह स्वयं व्याख्यात्मक है आपको पट्टीकास्लाइड दे दी जाएंगी लेकिन यह विभिन्न देशों में क्रियाकलापों की जटिलता हमारी मानव संसाधन पेशेवर के रूप में जीवन को बहुत जटिल बना देती है प्रस्ताव फॉर्म के कर्मचारियों को सम्मोहक मूल्य प्रस्ताव देना और समझना और फॉर्म के ब्रांड जो वैश्विक श्रम बाजार में फर्म द्वारा विभिन्न मूल्य एवं विभिन्न अवधारणाओं के अभ्यास का प्रतिनिधित्व करती है उसका मार्केटिंग करना इसीलिए वास्तव में समझना कि ब्रांड की मार्केटिंग कैसे करना है संपूर्ण रुप से एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड और स्थानीय ब्रांड की तरह नहीं और अभी भी कर्मचारियों के स्वाद एवं आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं का संगठन जिन से जुड़े हुए हैं उसके प्रक्रिया के साथ एकीकृत कर रहे हैं विकेंद्रीकरण एवं केंद्रीकरण के स्तर पर मानव संसाधन पेशेवरों द्वारा सामना किए जाने वाले समस्याओं की पहचान करते हैं आप कैसे निर्णय करेंगे कि क्या विकेंद्रित करना है और स्थानीय कार्यालय को देना हैकिसका नियंत्रण केंद्रीय होगा इत्यादि यह सभी एक बड़ी चुनौती है अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन को मजबूत करने वाले कुछ अवसर अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन का व्यवसायीकरण यहां ऐसा करने का रास्ता है वैश्विक मानव संसाधन प्रमाणन के संगठन हैं सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन क्षमताओं के अंतर को कम कर रहा है संगठन के उन पहलू का विकास जो वैश्विक स्तर पर कर्मचारियों को प्रभावी रूप से आकर्षित बनाए रखने और संलग्न करना जो संगठन की वैश्विक परिप्रेक्ष्य की रणनीति को प्राप्त कर सकते हैं कुछ नौकरियाँ है जिन्हें आप ले सकते हैं लाइन प्रबंधकों को मानव संसाधन नीतियों पर शिक्षित एवं प्रभावित करने की क्षमता तो कर्मचारियों की शिक्षा तकनीकी साक्षरता या तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना कर्मचारियों की तकनीकी संस्थाओं को परिवर्तनों का अनुमान लगाने में सक्षम होने के नाते आप जानते हैं जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके प्रति अनुबोधक एवं ग्रहणशील होने के कारण नेतृत्व की क्षमता अन्य गुण है जिसको आप बढ़ा सकते हैं उपक्रम में अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन सेवाओं की गुणवत्ता पर ध्यान देते रहना सिर्फ अवसरों की तलाश करते रहना और मानव संसाधन पेशेवरों द्वारा दिए जाने वाले सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाते रहना जो भविष्य की परिकल्पना को परिभाषित करता है तथा विभाग को संप्रेषित करता है अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन नीतियों का वित्तीय प्रभाव को प्रदर्शित करने में सक्षम होना एक अन्य महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं उसका प्रभाव संगठन में आने वाले आगत और संगठन के उत्पादन पर पड़ता है हम एक पेशेवर के रूप में सिर्फ तलाश कर रहे हैं सभी चीजों की वित्तीय निहितार्थ कैसी है अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन विभाग क्या कर सकता है जहां तक संभव हो अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाले लोगों की नियुक्ति करना इसीलिए वे जानते हैं वे किसके साथ में निपट रहे हैं पूरे संगठन में अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाले लोगों को वितरित करते हैं उन्हें जाने दे उन्हें अपने अनुभव ले जाने दे और लोगों लोगों को अपने अनुभव से सीखने में मदद करने दो वैश्विक आधार पर कैसे भर्ती तथा असाइन करते हैं सीखें और यथासंभव कर्मचारियों को संतुष्ट रखें अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में क्या चल रहा है यह जानने के लिए फर्म की अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं की आगत को बढ़ाएं हमें जाने की आवश्यकता है कि वहां क्या हो रहा है इसीलिए हमें बढ़ाने की आवश्यकता हैआप जानते हैं हमें हमारे एंटीना को खड़े रखने की आवश्यकता है और हमारे सूचना माध्यम को साफ रखने की आवश्यकता है सभी को पार सांस्कृतिक संप्रेषण शिष्टाचार का प्रोटोकॉलसौदेबाजी की शैली तथा नैतिकता का प्रशिक्षण दें अंतरराष्ट्रीय असाइनमेंट का विकास सुनिश्चित करें मानव संसाधन प्रमाणन के वैश्विक प्रोग्राम का अनुसरण करें यह आपको संगठन के उद्देश्यों को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए खुद के विकास के महत्व को समझने एवं सराहना करने मे बहुत अधिक मदद करेगा और इतना ही आपके लिए अंतरराष्ट्रीय मानव मानव संसाधन की अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन चुनौतियां अगले सत्र में हम कुछ और मानव संसाधन पाठ जारी रखेंगे सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद